नमस्कार हमारे आज के व्याख्यान मेकनोबायोलोजी का परिचय में आपका स्वागत है पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों के बारे में चर्चा की जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की दो बीमारियाँ इन रोगों के अलावा हमने कुछ बुनियादी सेलुलर प्रक्रियाओं जैसे सेल माइग्रेशन सेल स्प्रेडिंग और विभेदीकरण पर भी चर्चा की तो प्रक्रियाओं जैसे कि विभेदीकरण या इनमें से कोई भी रोग प्रकट होने में अधिक समय लेते हैं जबकि सेल माइग्रेशन और सेल स्प्रेडिंग में एक क्रम की आवश्यकता होती है इसलिए सेल माइग्रेशन में प्रति घंटे दस से सौ माइक्रोन की सेल स्पीड हो सकती है तो इन प्रक्रियाओं के लिए यह आवश्यक है कि जो अणु भाग लेते हैं वे उचित स्थान पर वहीं हों ताकि वे अधिनियमित कर सकें कि वे क्या करने वाले थे हालाँकि विभेदीकरण जैसी प्रक्रियाओं का समय सप्ताह में है तो एक स्टेम सेल के लिए एक न्यूरॉन या एक मांसपेशी सेल या एक ऑस्टियोब्लास्ट में अंतर करने के लिए यहाँ बहुत सारे बदलाव जुड़े हुए हैं तो यह जो तय करता है वह है कि ये भौतिक संकेतों जो कि ईसीएम द्वारा स्थलाकृति या कठोरता के रूप में एन्कोड किया गया है वह कोशिका के नाभिक तक पहुंचता है तथा विभिन्न जीन को सक्रिय करता है और यह केवल जीन ही नहीं है बल्कि आप पश्चजनन सम्बन्धी परिवर्तन भी देख सकते हैं इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि सेल परिधि से सेल नाभिक तक आपके पास एक संकेत है जो संचारित होता है और अंततः एक दिए गए जीन को सक्रिय करता है तो इस तरह से इस संबंध में नाभिक एक महत्वपूर्ण कमांड सेंटर बन जाता है तो आप केंद्र के बारे में सोचते हैं और जानना चाहते है इसलिए अगले 3 4 व्याख्यानों में हम नाभिक के बारे में चर्चा करेंगे इसके आकार प्रकार संरचना और गुण भौतिक गुण जैसे कि कठोरता और आणविक खिलाड़ी इन गुणों को कैसे नियंत्रण करते हैं और ये गुण कैसे प्रवास से विभेदन की ओर जैसी प्रक्रियाओं के लिए प्रासंगिक हैं तो हम नाभिक के बारे में चर्चा के साथ व्याख्यान की शुरुआत करते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया की तरह कोशिकाओं के विपरीत एक सेल में आनुवंशिक जानकारी नाभिक के अंदर जमा होती है और जब हम एक तस्वीर खींचते है तो नाभिक के साथ एक कोशिका का हमारा खींचा चित्र स्लाइड में दिखायेनुसार हो सकता है अगर साइड व्यू को भी देखें लेकिन यदि आप नाभिक को साइड व्यू में रखते हुये चित्र खींचते हैं जिससे कि नाभिक के उचित आकार को देख सकें है तो साइड व्यू में न्यूक्लियस कुछ इस तरह दिखाई देगा तो स्पष्ट रूप से जो हम देखते हैं वह बताता है कि नाभिक विशाल है और यह शायद आश्चर्यचकित नहीं है इसलिए यह निश्चित रूप से सेल के अंदर सबसे बड़ा संगठन है और यह सबसे कठोर घटक भी है अब प्रश्न यह है कि नाभिक एक कठोर घटक क्यों है वो इसलिए है क्योंकि आपके पास पूरा डीएनए है और अगर आप डीएनए को बाहर खींचते हैं तो आपके पास कई मीटर लंबा होगा और यह आप एक नाभिक के अंदर डालते हैं जिसमें 5 से 10 माइक्रोन के आकार के क्रम से लेकर आयाम होते हैं इसलिए जब आप इस तरह के डीएनए को नाभिक के भीतर सुगठित करते हैं तो नाभिक बहुत कठोर हो जाता है अब नाभिक के घटक क्या हैं इसलिए अगर मैं नाभिक को चित्रित करता हूं जो पहले से ही आपके पास है यह बताता है कि नाभिकीय झिल्ली में दो झिल्ली हैं आंतरिक नाभिकीय झिल्ली या आईएनएम तो यह आपका आईएनएम है और यह आपकी ओएनएम या बाहरी नाभिकीय झिल्ली है और इसके भीतर आपके पास पूरा डीएनए है जो कि क्रोमोसोम के रूप में मौजूद है क्रोमोसोम या डीएनए का कुछ हिस्सा नाभिकीय झिल्ली में झिल्ली से जुड़ा होता है आपके पास कुछ भाग हैं जहां डीएनए या क्रोमैटिन आईएनएम से जुड़ा हुआ है और जो मैंने लाल रंग में खींचा है इसमें ये नाभिकीय छिद्र कॉम्प्लेक्स हैं तो ये वे छेद हैं जिनके माध्यम से प्रोटीन नाभिक में प्रवेश कर सकते हैं और आम तौर पर प्रोटीन जो स्वयं नाभिक में प्रवेश करते हैं को एक नाभिकीय स्थानीयकरण संकेत के रूप में कहा जाता है और इस प्रविष्टि में प्रोटीन जैसे मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता की जाती है और इसी तरह आपके पास अन्य प्रोटीन होते हैं जो बाहर निकलने के मध्यस्थता करते है ठीक है तो अब यह स्पष्ट हो रहा है कि 100 से 1000 नाभिकीय आवरण प्रोटीन जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन हैं ठीक है तो यह अभिव्यक्ति विभिन्न कोशिका प्रकारों में भिन्न भिन्न हो सकती है अब सवाल यह है कि भौतिक संकेत जीन अभिव्यक्ति को कैसे सक्रिय करते हैं और क्या यंत्रवत रूप से प्रेरित नाभिकीय विकृति एक नियंत्रण स्तर में जीन अभिव्यक्ति को अनुमानित तरीके से नियंत्रित कर सकती है तो आणविक प्रक्रिया क्या हैं जो नाभिक को भौतिक संकेतों के अर्थ और प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाते हैं और नाभिक के गुणों को विभिन्न रोग संदर्भों में कैसे बदला जाता है इसलिए इस संबंध में मैं एक कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिसे LINC कहा जाता है न्यूक्लियो स्केलेटन और साइटोस्केलेटन को जोड़ने को संक्षिप्त रूप में LINC के नाम से जाना जाता है ठीक है इसलिए आंतरिक नाभिकीय झिल्ली के अंदर अगर मैं एक छोटा खंड को खींचने की कल्पना करता हूँ कि यह मेरी बाहरी नाभिकीय झिल्ली है और यह मेरी आंतरिक नाभिकीय झिल्ली है तो सिर्फ आंतरिक नाभिकीय झिल्ली के नीचे आपके पास मध्यवर्ती तंतुओं का एक नेटवर्क है तो यह एक है मध्यवर्ती तंतुओं का नेटवर्क है जो 25 से 50 नैनोमीटर मोटी है और इन मध्यवर्ती फिलामेंट्स को लमीन्स कहा जाता है इसलिए लमेंट्स नाभिक को संरचनात्मक सहायता प्रदान करने संबंधित हैं जबकि आपके अंदर लमीन्स हैं तो यह केवल एकतरफा कनेक्शन है अब जैसा कि यह शब्द नाभिकीय स्केलेटन और साइटोस्केलेटन का लिंकर कहता है इसका मतलब है कि यहाँ प्रोटीन होना चाहिए तो कल्पना कीजिए कि आपके पास सूक्ष्मनलिकाएं या एक्टिन का यह नेटवर्क है कुछ कनेक्शन मौजूद होने चाहिए जो कि इसे जोड़ते हैं फिर आपके पास बाहर से एक भौतिक नेटवर्क है तो यह स्पष्ट है कि आपकी पूरी चीज आपकी सेल है और यह नाभिकीय झिल्ली का एक छोटा सा भाग है ठीक है तो यह आपके एक्टिन स्ट्रैस फाइबर हो सकता है इसी तरह यह एक सूक्ष्म नलिकाएं होगी तो ये अणु हैं ठीक है जो नाभिकीय झिल्ली को या तो एक्टिन से या सूक्ष्मनलिकात्मक साइटोस्केलेटन को जोड़ते हैं इन्हे नेस्प्रेन्स कहते हैं तो अब आपके पास विभिन्न प्रकार के नेस्प्रेन्स होते हैं नेस्प्रेन्स 1 2 जो एक्टिन साइटोस्केलेटन को कनेक्ट करने के लिए जाना जाता है आपके पास नेस्प्रेन्स 3 हो सकता है जो मध्यवर्ती साइटोस्केलेटन से जुड़ता है जो मध्यवर्ती साइटोस्केलेटन या विमिंतिन नेटवर्क है और आपके पास नेस्परीन 4 है जो किनेसिन 1 के माध्यम से माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन से जुड़ता है इसलिए अगर मैं झिल्ली को थोड़ा और विस्तार से खींचता हूं तो तो हम कहते हैं कि यह नेस्प्रिन अणु हैं उन्हें कुछ प्रोटीनों को बांधने के लिए जाना जाता है जिन्हें एसयूएन प्रोटीन कहा जाता है एसयूएन प्रोटीन नेस्प्रिन को नाभीकीय झिल्ली और बदले में एसयूएन से जोड़ते हैं तो अब आपके एसयूएन 1 या एसयूएन 2 प्रोटीन्स हैं जो कि नाभिकीय लमीन्स के साइटोस्केलेटन के माध्यम से आंतरिक नाभिक झिल्ली के साथ संधिबद्ध होता है इसलिए लमीन्स अन्य नाभिकीय झिल्ली प्रोटीन को बांधते हैं और वह जगह है जहां आपके पास एमरीन या MAN1 के साथ साथ हेटरोक्रोमैटिन जैसे अन्य प्रोटीन हैं इसलिए इन सभी को बाँधने के लिए लमीन्स को जाना जाता है अब लमीन्स जो उनकी संरचनात्मक भूमिका है को देखते हुए वे जुड़े हुए हैं तो वे वास्तव में नाभिक के बायोफिजिकल गुणों को निर्देशित करते हैं नाभिक के ठीक और यह माना जाता है कि इन लमीन्स की कल्पना नाभिकीय लिफाफे में बल ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य करने के लिए की जाती है और यह नाभिकीय एंकोरेज सेल माइग्रेशन या क्रोमोसोम के आवागमन जैसी प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए यहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाओं को प्रस्तावित किया गया है कि नाभिक को कैसे बल प्रदान किया जाता है जिससे कि जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले सिग्नलिंग कैस्केड की ओर ले जा सकता है एक ऐसा ही है जैसे हमने ईसीएम प्रोटीन के लिए देखा जैसे के फाइब्रोनेक्टिन आपके पास प्रोटीन अन्फ़ोल्डिंग जैसी एक क्रियाविधि हो सकती है दूसरी क्रियाविधि लैमिना नेटवर्क के लैमिना के तनाव पर निर्भर स्थिरीकरण कही जा सकती है और कुछ मामलों में आप क्रोमैटिन खींच सकते हैं जिससे कि बंधन के लिए खाली जगह निकल सकते हैं इसलिए यदि आप लमिनेशन अभिव्यक्ति को देखते हैं तो लैमिनेशन A C में दो प्रकार के लमीन्स होते हैं तो इसका कारण लैमिनेशन A जीन का वैकल्पिक स्प्लिसिंग है और आपके पास लैमिन B1 और B2 है तो आपके पास a प्रकार का लमीन्स और b प्रकार का लमीन्स हैं इसलिए अधिकांश विभेदित कोशिकाएं लैमन ए सी और को व्यक्त करती हैं जैसे कि स्टेम सेल उदाहरण के लिए भ्रूण स्टेम सेल में ए सी बहुत कम या नगण्य है तो यह प्रदर्शित किया गया है कि लमीन्स में बी प्रकार के लमीन्स विकास के दौरान व्यक्त होते हैं अब आप जानते हैं कि शरीर के भीतर आपके पास यह पूरा ऊतक कठोरता पैमाना है राइट तो मस्तिष्क की मांसपेशियों के क्रम में 10 kPa से हड्डी कोलेजन तक 100 kPa होने का मस्तिष्क हड्डी क्रम 100 kPa है इसलिए एक प्राथमिक कार्य में डिशर डेनिस डिशर और सहकर्मियों ने दिखाया कि इसलिए यदि आपके पास ऊतक का लचीलापन की एक धुरी बनाम लमिन a से लमिन b स्टाइकियोमीट्री है तो आपको एक लीनियर संबंध मिलता है तो यदि हम कहते है कि यह 1 है तो 1 के नीचे आप नरम ऊतकों में है तो यदि हम कहते हैं कि यह 1 kPa क्रम मस्तिष्क है तो यह आपके मस्तिष्क का लचीलापन है इसलिए आपके पास कोशिकाएं हैं तो इन क्षेत्रों में आपके पास न्यूरोनल कोशिकाएँ होंगी यहाँ कहीं पर आपको यकृत किडनी फेफड़ा और यहाँ ऊँचा होगा तो इस कलस्टर में आपकी मांसपेशियों की कोशिकाएँ होंगी और ऊँचे स्तर पर आपके पास फीमर या खोपड़ी जैसी हड्डी के ऊतक होंगे तो दूसरे शब्दों में नरम ऊतकों में आपका लमिन A से B अनुपात एक से कम होता है जिसका अर्थ है कि लमिन B ज्यादा है लमिन A अनुपात बहुत कम है कड़े ऊतकों में यह क्यों बढ़ता रहता है तो लमिन A अभिव्यक्ति में वृद्धि हुई है अब इसके साथ अगर आप यह भी प्लॉट करते हैं कि टिशू की कठोरता के साथ कोलेजन का स्तर कैसे बढ़ता है तो आपको कोलेजन 1 के स्केलिंग संबंध को स्केलिंग के रूप में टिशू ऊतक की कठोरता की 15 की शक्ति को प्राप्त करना होगा तो इसे इस तरह पावर लॉ रिलेशनशिप कहा जाता है इस तरह आपके पास यह लेमिन अनुपात है लेमिन A अनुपात e07 और लेमिन AB अनुपात स्केल e06 है तो यहाँ e ऊतक की सूक्ष्म लचीलापन को बताता है इसलिए यह आपको जो बताता है वह है कि जैसे ही आप कठोरता में वृद्धि करते हैं तो ECM की कठोरता में वृद्धि या ऊतक की कठोरता में वृद्धि को AB अनुपात में वृद्धि से जोड़ा जाता है बढ़ा हुआ AB अनुपात नाभिक की कठोरता में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है यह दर्शाता है कि यदि एक सेल वातावरण में रहता है जो कठोर है तो यह संभावना है कि इस पर बल अधिक है यह अधिक संकुचित बलों या तन्यता बलों की उच्च मात्रा के अधीन है और उन स्थितियों के तहत नाभिक लेमिन A की अभिव्यक्ति को लेमिन B की और नाभिक की कठोरता की तुलना में बढ़ाते हुये प्रतिक्रिया करता है यह एक असाइनमेंट का कार्य है जिसे आपको उसी के अंतर्गत पढ़ना है मैं आपको इस पेपर को पढ़ने की सलाह देता हूँ इसलिए इस अध्ययन में लेखकों ने दिखाया है कि जब वे नाभिकीय झिल्ली को देखते हैं तो यह कहना कि यह मेरी लैमिन A स्टेनिंग है एसी स्टेनिंग हैI लैमिन B स्टेनिंग है इसलिए यदि आप स्थानीयकरण करते हैं तो वहाँ खंड हैं जिसमें वे ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पूर्ण ओवरलैप है यह बताता है कि ये दोनों नेटवर्क निकट रहते हैं इसलिए नाभिकीय झिल्ली पर लैमिनेट एबी नेटवर्क पास होते है तो लैमन A को कई फॉस्फोराइलेशन साइट के लिए जाना जाता है सेरीन 22 में से एक सेरीन 390 में एक यह सिस्टीन 522 है और कई अन्य भी शामिल हैं तो लेखकों ने जो दिखाया वह है कि यदि आप एक प्रयोग करते हैं जिसमें आप सेल लेते हैं और आप सभी उजागर सिस्टीन सिस्टीन के अवशेषों को एक डाई के साथ लेबल करते हैं और फिर आप कोशिकाओं के तनाव को दूर करने के लिए विषय बनाते हैं तो वह कौन सी ज्ञात बल है जो इसको व्यक्त करती है तो जबाब में यह फास्फोरिलीकरण की ओर इंगित करता है इसलिए उन्होंने जो दिखाया है वह यह है कि यदि आप सिस्टीन 522 के लेबलिंग को ट्रैक करते हैं तो सिस्टीन 522 के लेबलिंग की मात्रा अपरूपण तनाव के कार्य के रूप में होती है आपको लेबलिंग की मात्रा में वृद्धि दिखाई देगी यह सुझाव देते हुए कि आप बलों को सेल पर बेनकाब करते हैं ये बल नाभिक को प्रेषित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप इस लमिन नेटवर्क खुलता नहीं है और यह सिस्टीन प्रतिक्रियाशील जांच के लेबलिंग की बढ़ी हुई मात्रा के साथ जुड़ा हुआ है अब यदि आप उच्च तनाव क्षेत्रों में अपरूपण तनाव को बढ़ाते हैं तो यह वास्तव में कोशिकाएं इस टुकड़े को एकत्रीकरण से गुजरती हैं तो इस क्षेत्र में कोशिकाएं वास्तव में एकत्रीकरण से गुजरती हैं अब बक्स द्वारा इस अध्ययन का एक और दिलचस्प अध्ययन किया गया इसलिए उन्होंने नरम जैल पर कोशिकाओं को चढ़ाया जहां नाभिक जहां कोशिका को गोल थी और नाभिक को भी गोल किया जाता है और कड़ी जांच की जाती है जहां कोशिका फैलती है और नाभिक लॉक मोड तनाव के तहत के अंदर रहने की उम्मीद है और जो उन्होंने पाया कि कठोरता के कार्य के रूप में सेरीन 22 के फॉस्फोराइलेशन के बीच एक विपरीत संबंध था तो जैसा कि आप कठोरता बढ़ाते हैं फॉस्फोराइलेशन कम हो जाता है नरम सब्सट्रेट पर जिसका अर्थ है कि लमिन फास्फोरिलीकरण की मात्रा बहुत अधिक है और लमिन फॉस्फोराइलेशन में वृद्धि जुड़ा हुआ है इसलिए जब आप जब लमीन्स फॉस्फोराइलेटेड हो जाते हैं तो यह गिरावट की ओर जाता है और गिरावट का मतलब यह होगा कि यह प्रभावी नाभिकीय नरमी को जन्म देगा तो यह उसमें से एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नरम या कठोर सब्सट्रेट के आधार पर फास्फोराइलेशन परिवर्तन की सीमा होती है और परिणामस्वरूप नाभिक की कठोरता भी बदल सकती है एक कठोर सतह पर जब सेल को लॉक मोड में उजागर किया जाता है तो आंतरिक तनाव भी होता है आपके पास नाभिक पर धकेलने वाले तनाव तंतु होते हैं उस स्थिति में फास्फोराइलेशन कम हो जाता है और प्रभावी लमिन का उच्च स्तर होता है जो नाभिक की कठोरता में योगदान देता है इसके साथ ही मैं आज के लिए यहां रुक जाता हूं अगली कक्षा में मैं के लिए लमिन फोस्फोरायलेशन और लमिन की अभिव्यक्ति को अवलोकन को इन सेल माइग्रेशन से जोड़ूंगा आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद